पिछली कक्षा में हमने स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र मोड III के मामले में शुरू कर दिया है हम समाधान के विकास में आधे रास्ते में थे और मैंने छात्रों से इसे पूरा करने और आने के लिए कहा और मैं छात्रों के मनोविज्ञान को जानता हूं आप प्रतीक्षा करेंगे कि मैं कक्षा में सब कुछ समझा दूं और आप इसे लिखने के लिए तैयार हो जाएं तो आइए मोड III स्थिति को देखें मोड III के मामले में हमने देखा है हमने क्रैक को पूरी मोटाई में लिया है और यह एन्टी प्लेन शियर के अधीन है आप जानते हैं छात्रों में से एक ने इस तरह की लोडिंग स्थिति की कल्पना करने में कठिनाई व्यक्त की वास्तव में यदि आप अपने सत्रीय कार्य दो को देखें तो मैंने विभिन्न प्रकार की समस्याएं दी हैं जो आमतौर पर इंजीनियरिंग अभ्यास में सामने आती हैं और मैंने आपसे यह पहचानने के लिए कहा है कि लोडिंग का मोड क्या है और यदि आप उस अभ्यास को देखते हैं तो आप आसानी से टॉरशन के अधीन शाफ्ट की समस्या के लिए सत्यापित कर सकते हैं यदि आपके पास एक सरकमफ्रेंनसीएल क्रैक विकसित है जहां यह विकसित हो सकता है जब आपको बियरिंग्स या गियर्स का पता लगाना होता है तो आपको पता लगाने के लिए किसी प्रकार का तंत्र होना चाहिए और सामान्य तरीकों में से एक सरक्लिप प्रदान करना है तो आप शाफ्ट की सरकमफेरेंस पर एक ग्रूव प्रदान करते हैं समय के साथ आपके पास इस ग्रूव में एक क्रैक विकसित हो सकता हैं और आपके पास एक सरकमफेरेंशिअल क्रैक होगी और जब यह टॉर्सनल लोड के अधीन होता है तो यह एक विशिष्ट मोड III लोडिंग स्थिति के लिए एक कैंडिडेट्स होता है और इसलिए आपको उस दृष्टिकोण से कल्पना करनी होगी और इसे आरेख में एंटी प्लेन शियर के रूप में दिखाया गया है और मैंने कहा इस मामले के लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट फार्मूलेशन के लिए जाएंगे तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट को देखें और हम पहले ही कह चुके हैं कि u z डिस्प्लेसमेंट वास्तव में x y का एक फंक्शन है जो आपकी टॉरशन में आयताकार शाफ्ट की समस्या के समान है आपके पास वारपिंग फंक्शन है इस मामले में भी आपकी स्थिति है डिस्प्लेसमेंट से आप स्ट्रेन का पता लगा सकते हैं ये सभी बहुत स्टैण्डर्ड क्वान्टिटीज़ हैं हमने उन्हें पिछली कक्षा में देखा है केवल निरंतरता के लिए मैं ये एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं एक बार जब आप स्ट्रेन प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस क्षेत्र का पता लगाने के लिए जा सकते हैं अब सवाल यह है कि मुझे इस w को व्यक्त करने की आवश्यकता है और मैं एक नॉन ट्रिविअल समाधान चाहता हूं तो मुझे इस एक्विलिब्रियम इकवेशन को संतुष्ट करना चाहिए जब मैं इसमें 𝝉 xz और𝝉 yz के लिए एक्सप्रेशन को सुब्स्टीट्युट करता हूँ तो मुझे एक लाप्लास इकवेशन मिलता है कोई भी हार्मोनिक फ़ंक्शन इसे संतुष्ट करेगा और हमने इस फंक्शन को 1G Im ZIII के रूप में परिभाषित किया है तो इस मामले में डिस्प्लेसमेंट ज्ञात है एक बार जब आप z तय कर लेते हैं जो सीमा की शर्तों को पूरा करता है तो डिस्प्लेसमेंट बिना किसी कठिनाई के निर्धारित किया जाता है आपको लाप्लास समीकरण संतुष्ट करना होगा और पता करें कि क्या आपका w इसे संतुष्ट करता है और यहाँ आप देखते हैं वेस्टरगार्ड ने क्या प्रस्तावित किया है आपके पास ZIII है वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं वह ZIII प्राइम के लिए है जिसे 𝝉zz2 a2 के रूप में दिया गया है और यदि आप इसे लाप्लास समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो यह पूरी तरह से संतुष्ट करता है यदि आप इसे प्रतिस्थापित करते हैं जो w है और क्रैक की समस्या के बारे में आपकी समझ से आप जानते हैं कि यह स्ट्रेस फंक्शन बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने मोड I लोडिंग के साथ साथ मोड II लोडिंग के मामले में देखा है वहां हमने उन्हें स्ट्रेस फंक्शन के रूप में गढ़ा है यहां आप डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करने के लिए एक समान रूप का उपयोग कर रहे हैं और आपको यह लेना होगा कि यह शियर स्ट्रेस आउट ऑफ़ प्लेन शियर है और एक बार आपके पास यह हो जाने के बाद प्रक्रिया बहुत कुछ वैसी ही है जैसी हमने देखी है तो आपको क्या करना होगा जैसा कि हमने पहले के मामलों में किया है आपको ओरिजिन को क्रैक टिप में शिफ्ट करना होगा तो आप जो करते हैं वह zz0a और आप एक सरलीकरण करते हैं हम अपना ध्यान क्रैक टिप के बहुत करीब के क्षेत्रों तक सीमित रखने जा रहे हैं इसका मतलब है z0 बहुत छोटा है तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक सरलीकरण होता है और ZIII प्राइम a2z0 तक कम हो जाता है और आप इसे r और के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ZIII प्राइम क्या है तो यह ZIIIKIII2rcos2 isin2 यह एक बहुत ही आसान और सरल कदम है हम मोड I और मोड II के मामले में हमेशा समान अभ्यास करते रहे हैं तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं और आपके पास xz और yz के लिए एक्सप्रेशन है आप ZIII प्राइम को जानते हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं xz ImZIII है तो जब आप यहाँ के काल्पनिक भाग को देखें तो KIII2rsin2 और yzReZIII है जिसे आप KIII 2𝞹rcos𝚹2के रूप में लिख सकते हैं तो एक बार जब आप इन एक्सप्रेशन को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं इसकी r सिंगुलरिटी भी है आपके पास अनिवार्य रूप से शियर स्ट्रेस है और स्ट्रेस क्षेत्र की ताकत स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर KIII द्वारा निर्धारित होती है और वितरण आपके फंक्शन द्वारा r और 𝜃 के संदर्भ में तय किया जाता है और आपके पास वह 𝜃 यह sin2 और cos2 के रूप में फंक्शन करता है और डिस्प्लेसमेंट सीधे आगे है हम इसे पहले से ही जानते हैं हम इसे r और 𝞡 के रूप में लिखते हैं तो यह uzKIIG2r𝝿 sin2 हो जाता है वास्तव में यदि आप इन एक्सप्रेशंस की तुलना मोड I और मोड II के मामले में देखी गई बातों से करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र बॉउंडेड है जब r0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट एक फाइनाइट मात्रा होता है वास्तव में यह 0 पर जाता है जबकि स्ट्रेस्सेस थेओरेटिकली इनफाइनाइट हो जाता है क्योंकि यह एक सिंगुलर पॉइंट है तो इसी तरह का परिदृश्य आपको मोड III की स्थिति में भी मिलता है क्रैक टिप के पास स्ट्रेसेस बहुत अधिक है डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र बॉउंडेड है और हमने क्रैक की लंबाई की तुलना में z0 को बहुत छोटा लिया है इसलिए समाधान केवल क्रैक टिप के पास के क्षेत्र में ही मान्य है इसलिए हमने भी जोर दिया है अब हमें क्या करना होगा हमें उस तरह के प्रश्नों की फिर से जांच करनी होगी जब हमने मोड I लोडिंग स्थिति को देखा था मैंने जो प्रश्न उठाया वह यह था कि क्या वेस्टरगार्ड द्वारा प्राप्त समाधान पर्याप्त था या नहीं नीड फॉर इम्प्रूवमेंट टु वेस्टरगार्ड सोल्युशन फॉर मोड I इसलिए अब हम सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरणों पर अपनी चर्चा करेंगे यह आवश्यक है क्योंकि हमने वेस्टरगार्ड के स्ट्रेस फंक्शन को देखा है हमने संशोधित वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन्स को भी देखा है हमने कौन से संशोधन देखे हैं हमने इरविन द्वारा पेश किए गए संशोधन को देखा है उन्होंने 0x को x स्ट्रेस टर्म में जोड़ा इसलिए उन्होंने सीरीज में एक और टर्म जोड़ा यह संशोधनों में से एक था दूसरा संशोधन टाडा पेरिस और इरविन द्वारा पेश किया गया था उन्होंने जो किया वह केवल पहला टर्म लेने के बजाय जब आप z0 को सरल बना रहे हैं तो a की तुलना में बहुत छोटा है उन्होंने डिनोमिनेटर को बायनोमिअल सीरीज के रूप में व्यक्त किया था और जितने टर्म्स का उपयोग किया जा सकता था उन्हें अनुमति दी थी लेकिन अगर आप वास्तव में देखें तो यह क्रैक की एक्सिस के साथ किसी भी फ्रिंज ऑर्डर की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था कम से कम इरविन द्वारा किए गए संशोधन ने कहा कि आपको क्रैक एक्सिस के साथ एक कंस्टन्ट फ्रिंज ऑर्डर की आवश्यकता है लेकिन हकीकत में आप क्या देखते हैं कुछ स्थितियों में आप इस तरह के फ्रिंज पैटर्न देखते हैं तो आप यहां जो पाते हैं वह है क्रैक एक्सिस के साथ आपके पास कई फ्रिंज हैं आपके पास फ्रिंज आगे झुके हुए हैं और साथ ही एक फ्रंटल लूप भी है और यह एक प्रयोगात्मक परिदृश्य में प्राप्त किया जाता है जब तक आपके स्ट्रेस क्षेत्र के मूल समीकरण इस घटना की व्याख्या नहीं करते हैं तब तक समाधान पूरा नहीं होता है देखिए अगर लोगों ने फोटोइलास्टिक फ्रिंज को नहीं देखा होता तो उन्होंने इस तरह का सवाल नहीं उठाया होता यह दर्शाता है कि हमारे समाधान विकास में कुछ गलत हुआ है इसलिए हमें इस पर फिर से विचार करना होगा और आप किस प्रकार के संशोधन के बारे में सोच सकते हैं सैनफोर्ड ने इस व्यवहार को समझाने के लिए वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन कैपिटल Z में एक अतिरिक्त स्ट्रेस फंक्शन Y पेश किया यह बहुत ही असामान्य है देखें कि आपने एक स्ट्रेस फ़ंक्शन लिया है अधिकांश समस्याओं में कोई आपको स्ट्रेस फ़ंक्शन देता है आप केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या यह सीमा की स्थिति को संतुष्ट करता है क्या यह बाय हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करता है और तो आप इसके साथ आगे बढ़ें आप कभी यह सवाल नहीं करते कि यह स्ट्रेस फंक्शन कम्पलीट है या नहीं वास्तव में आप चाहते थे कि xy क्रैक एक्सिस के साथ 0 हो जो स्ट्रेस फंक्शन इसे दे रहा था लेकिन मैंने अपनी पिछली चर्चा में जोर दिया था हालांकि हम चाहते थे कि xy क्रैक एक्सिस के साथ 0 हो हमारे जोर के बिना वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन से हमें जो समाधान मिला वह था अधिकतम शियर स्ट्रेस भी 0 था वेस्टरगार्ड के मामले में स्ट्रेस फंक्शन के साथ साथ टाडा पेरिस और इरविन द्वारा संशोधन हम यह नहीं चाहते थे हमने केवल xyको 0 होने के लिए निर्दिष्ट किया है हमने नहीं लगाया कि अधिकतम शियर स्ट्रेस भी 0 होना चाहिए लेकिन आपको जो समाधान मिला वह अधिकतम शियर स्ट्रेस भी 0 था तो वास्तविक प्रयोग के मामले में आप पाते हैं कि अधिकतम शियर स्ट्रेस में भिन्नता है तो यह समझाने की जरूरत है तो इस दृष्टिकोण से सैनफोर्ड ने एक अतिरिक्त स्ट्रेस फंक्शन कैपिटल Y z पेश किया क्या यह उचित है यह भी हमें देखना होगा और एयरी स्ट्रेस फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है आपने पहले ReZyIm ZyIm Z देखा था मोड I समस्या के लिए हमने यही देखा था सैनफोर्ड ने अतिरिक्त टर्म yIm Y पेश किया जहां स्ट्रेस फ़ंक्शन Y को दो अन्य विश्लेषणात्मक फंक्शन्स 𝜳 और 𝛘 के फंक्शन के रूप में दिया गया है देखिए जिस क्षण आप कुछ इस तरह पेश करते हैं तो हमारे इंट्रोडक्शन का प्रमाण क्या है यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक प्रयोग में क्या देखा जाता है इसलिए जब मेरे पास एक बहुत ही सामान्य समाधान होता है तो विशेष मामलों को सरलीकृत मामलों में समानयन करना चाहिए जिन्हें हमने पहले देखा था अगर यह संतुष्ट करता है तो हम स्वीकार कर सकते हैं लेकिन अब हमें जो भी समाधान मिल रहा है वह दी गई समस्या के लिए स्ट्रेस क्षेत्र समीकरणों का सबसे सामान्य रूप है या स्ट्रेस फंक्शन्स का सबसे सामान्य रूप है उस तरह की समझ जिसे हम विकसित कर सकते हैं और सैनफोर्ड ने जो किया वह था इलास्टिसिटी के सिद्धांत में आपके पास जटिल चर का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण के रूप में जाना जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टिकोण है इसलिए उन्होंने इस उपागम का उपयोग Y के अतिरिक्त टर्म y काल्पनिक भाग की व्याख्या करने के लिए किया वास्तव में आप इनमें से कुछ को उनके प्रकाशन में देख सकते हैं यह 1979 में सैनफोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया था पेपर ओपनिंग मोड क्रैक समस्याओं को हल करने के वेस्टरगार्ड पद्धति का एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन था मैकेनिक्स के रिसर्च कम्युनिकेशन पब्लिकेशन में दिखाई दिया तो आप जा सकते हैं और पेपर देख सकते हैं और इससे पहले कि हम इस कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण में आएं हम इस तरह के फ्रिंज पैटर्न की प्रासंगिकता को भी देखेंगे स्ट्रेस फंक्शन Y के समावेशन को सत्यापित करने के लिए इस फ्रिंज पैटर्न को कैंडिडेट के रूप में क्यों लिया गया आइए अब हम विशिष्ट मोड I फ्रिंज पैटर्न को देखें आप जानते हैं कि यदि आप यहां देखते हैं तो आप इस नमूने की सीमा देखते हैं और मेरे पास एड्जेस में से एक से एक क्रैक आ रही है और इसे सिंगल एज नॉच नमूने के रूप में जाना जाता है मेरे पास इस एज से एक क्रैक है मेरे पास यहां दिखाया गया दूसरा एज है और देखा जाए तो क्रैक कहीं बीच में है या बीच से थोड़ी कम है तो aw रेश्यो कुछ 04 के आसपास होगा यह 05 नहीं है लेकिन aw रेश्यो 04 के आसपास है और आपके पास ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां क्रैक की लंबाई लंबी और लंबी हो जाती है और क्रैक फ्री बाउंड्री के करीब हो जाती है तो लोगों ने जो देखा है वह यह है कि जब क्रैक फ्री बाउंड्री के बहुत करीब जाती है तो आपके फ्रंटल लूप्स का विकास होता है जैसा कि हमने पहले देखा था और यदि आप इरविन के संशोधन को देखें तो एक क्रैक के लिए जो काफी छोटा है फ्रिंज आगे की ओर झुके हुए हैं उस पहलू को इरविन के समाधान द्वारा पकड़ कर लिया गया था और इसने क्रैक एक्सिस के साथ एक कॉन्स्टन्ट फ्रिंज क्रम दिखाया है तो यह संशोधन तब लागू नहीं होगा जब क्रैक की लंबाई और बढ़ जाती है और एक फ्री बाउंड्री के करीब आ जाती है देखें कि क्या आपको याद है वास्तव में हमें दबाव वाले सिलेंडर में क्रैक के मामले में फ्रंटल लूप की स्थिति मिली है क्रैक काफी लंबी थी यह इसकी सीमाओं में से एक के करीब था और मैंने यह भी उल्लेख किया है यह एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फील्ड में है तो उस स्थिति में आपको फ्रंटल लूप मिला लोगों ने यह भी देखा है कि जब SEN नमूनों के मामले में क्रैक की लंबाई लंबी होती है तो आपके पास एक फ्रंटल लूप होता है और हमने पहले भी σ0x को संशोधित करके देखा था जो साइन ± है क्रैक टिप के पास आप जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रिंज पैटर्न देखते हैं वह पूरी तरह से बदल जाता है जब यह नेगेटिव होता है तो आप मेरे समाधान में ध्यान दें कि मैंने σ0x लिया है उस σ0x में जब σ0x पॉजिटिव है या σ0x नेगेटिव है जो इन व्याख्याओं में दिया गया है तो केवल उस प्रकार के वर्णन को देखा जाना चाहिए तभी इस ± का महत्व है तो यहाँ मेरे पास पीछे की ओर झुकी हुई क्रैक हैं और इस तरह की स्थिति एक अलग प्रकार के नमूने के मामले में देखी जाती है जिसे रेक्टेंगुलर डबल कैंटिलीवर बीम नमूना के रूप में जाना जाता है हम पहले ही डबल कैंटिलीवर बीम देख चुके हैं हमारे ऊपर और नीचे का हिस्सा बहुत पतला था मान लीजिए मेरे पास इतना चौड़ा है और मेरे पास इस तरह का एक काफी लंबा नमूना है उस स्थिति में यदि आपके पास एक क्रैक है और यदि आपके पास लोडिंग लागू है तो आप पाते हैं कि फ्रिंज पीछे की ओर झुके हुए हैं इसलिए लोग इरविन के समाधान से खुश थे कि σ0x को ± के रूप में उपयुक्त रूप से बदलकर वे SEN नमूनों में छोटी क्रैक का विश्लेषण कर सकते थे और वे RDCB नमूनों के मामले में छोटी क्रैक का विश्लेषण कर सकते थे मान लीजिए इस नमूने में भी अगर क्रैक आगे बढ़ती है और सीमा के करीब आती है तो कल्पना करें कि यह नमूने की सीमा है फिर प्रयोगात्मक रूप से इसे दर्ज किया गया है फ्रिंज में आगे झुके हुए लूप और एक फ्रंट लूप है तो लोगों ने देखा है कि जब क्रैक टिप एक सीमा के करीब होती है और यह काफी लंबी होती है तो आपके पास हमेशा फ्रंटल लूप होते हैं इसका मतलब है कि अधिकतम शियर स्ट्रेस क्रैक एक्सिस के साथ बदलता रहता है तो इसे स्ट्रेस क्षेत्र के आपके वर्णन में पकड़ने की जरूरत है यदि इसे कैप्चर नहीं किया जाता है तो प्रयोग में जो देखा गया है उसे संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हैं केवल यहाँ कोलोसोव मुस्केलिशविली के दृष्टिकोण ने मदद की हम देखेंगे कि यह क्या है कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का उपयोग करता है और क्या फायदा है यह दृष्टिकोण एक सर्कल या सीधी रेखा से घिरे डोमेन के लिए अनुमति देता है बॉडी के आंतरिक भाग में स्ट्रेस को इंटेग्रेल्स ऑफ़ द बाउंड्री ट्रैक्शंस या डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिखा जाना चाहिए यह एक प्रमुख बिंदु है यदि आप सीमा शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं तो उस आधार पर यह है स्ट्रेस का पता लगाना संभव है और इससे क्या फायदा हुआ है यह प्रेरित अनुमान को हटाकर लाभान्वित हुआ है जिसकी कभी कभी वास्तविक स्ट्रेस फंक्शन दृष्टिकोण में आवश्यकता होती है विचार यह है हमारे स्ट्रेस फंक्शन दृष्टिकोण में हमने हमेशा कहा है कि आप स्ट्रेस फंक्शन को कैसे गढ़ते हैं यह महत्वपूर्ण है हमने कहा है हम एक स्ट्रेस फंक्शन को गढ़ेंगे और जाकर जांच करेंगे कि यह किस समस्या को दर्शाता है हम वास्तव में समस्या को नहीं देख रहे हैं जो बाउंड्री कंडीशंस को संतुष्ट करे आप स्ट्रेस फंक्शन का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हमारे पास केवल सेमि यूनिवर्स दृष्टिकोण है इसलिए यदि स्ट्रेस फंक्शन दिया जाता है तो यह किस समस्या का समाधान करता है इस तरह हमने इसे देखा है और आप स्ट्रेस फंक्शन तक कैसे पहुंचे हमने कहा है यह अंतर्ज्ञान से है यह प्रयत्न त्रुटि विधि से है कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है जबकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दृष्टिकोण एक कार्यप्रणाली प्रदान करता है लेकिन लोगों ने बताया है कि कार्यप्रणाली पूर्णतया शामिल है जिसे लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया है लेकिन यहाँ लाभ यह है कि विधि के दायरे को कन्फोर्मल मैपिंग की तकनीक का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्री तक बढ़ाया जा सकता है कोलोसोव मुस्केलिशविली एप्रोच इसलिए यदि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बाउंड्री मान समस्या है यदि आप एक कन्फोर्मल मैपिंग की पहचान करने में सक्षम हैं उदाहरण के लिए एक अंडाकार छेद वाली प्लेट तो वे एक कन्फोर्मल मैपिंग ढूंढ सकते हैं और फिर उसे एक सर्कल के रूप में रखें और फिर समस्या को हल करें इसलिए कन्फोर्मल मैपिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दृष्टिकोण के साथ साथ जाता है और क्या फायदा इसका लाभ यह है कि आपके व्यापक वर्ग ज्योमेट्री और बाउंड्री कंडीशंस के लिए सटीक समाधान प्राप्त करने की स्थिति में होंगे तो इसने वास्तव में उन समस्याओं के दायरे को बढ़ा दिया है जिन्हें आप हल कर सकते हैं इस तरह लोगों ने इसे देखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दृष्टिकोण थोड़ा सा शामिल है लेकिन यह आपको एक पद्धति प्रदान करता है जिसके द्वारा आप व्यवस्थित रूप से समस्या को हल कर सकते हैं और आप जानते हैं कि 1898 में गौरसैट द्वारा प्राप्त एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम भी था उन्होंने जो प्राप्त किया वह यह था कि किसी दिए गए एरी के स्ट्रेस फ़ंक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशिअल्स खोजना हमेशा संभव होता है आप जानते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह 1898 में बनाया गया था उसके बाद ही अन्य विकास हुए इसलिए जब भी आपके पास एयरी स्ट्रेस फंक्शन होता है तो इसे हमेशा कॉम्प्लेक्स कोंजूगेट के संदर्भ में दर्शाया जा सकता है उनका कैसे दर्शाया जाता है आपके पास Rez है और z कॉम्प्लेक्स कोंजूगेट को दर्शाता है तो zxiy है z x i y होगा गुणा एनालिटिकल फंक्शन 𝛘 किया जाएगा और ध्यान रहे यहाँ मेरे पास बाईं ओर एयरी स्ट्रेस फंक्शन है दाहिनी ओर सामान्य रूप से मेरे दो विश्लेषणात्मक फंक्शन हैं आपको इसे ध्यान में रखना होगा वेस्टरगार्ड दृष्टिकोण के मामले में हमने क्या देखा हमने कैपिटल Z के संदर्भ में 𝜱 को प्रस्तुत किया है लेकिन एक सामान्य स्थिति में आप पाते हैं कि 𝜱 को 𝜳 के साथ साथ 𝛘 के फंक्शन के रूप में भी व्यक्त किया जाता है तो इसमें दो विश्लेषणात्मक फंक्शन शामिल हैं और इस कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण का एक और लाभ यह है कि यह तरीका डिस्प्लेसमेंट की गणना करने का एक आसान तरीका प्रदान करती है किसी दिए गए एयरी स्ट्रेस फंक्शन के लिए यदि मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशिअल्स की पहचान करता हूं तो मैं सरल के तरीके से डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकता हूं आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि हमारे पास स्ट्रेस सूत्रीकरण के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट सूत्रीकरण भी है जिसके द्वारा आप स्ट्रेस क्षेत्र डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र स्ट्रेन क्षेत्र इत्यादि को हल कर सकते हैं हालांकि हम कई बार स्ट्रेस सूत्रीकरण लेते हैं हम पाते हैं कि हम स्ट्रेस क्षेत्र की समस्या को हल करते हैं और स्ट्रेन क्षेत्र और डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र को देखने के बजाय अगली समस्या पर जाते हैं मोड I के मामले में हमने क्या किया हमने स्ट्रेस क्षेत्र को देखा हमने स्ट्रेन क्षेत्र को देखा और हम भी आगे बढ़े और डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र का पता लगाया डिस्प्लेसमेंट का पता लगाते समयf और G सामान्य रूप से 0 क्यों होना चाहिए हमें लंबे घुमावदार तर्क देने पड़े हमने कहा कि वे रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन को दर्शाते है डिस्प्लेसमेंटक्षेत्र प्राप्त करने के लिए हमें एक घुमावदार दृष्टिकोण करना पड़ा दूसरी ओर कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण के फायदों में से एक यह है कि एक बार जब आप 𝜳 और 𝛘 का पता लगा लेते हैं तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र को बहुत ही आरामदायक और सरल शैली में लिख सकता हूं और यह कैसे लिखा जाता है

यह प्लेन स्ट्रेस के लिए है और ये समीकरण 1909 में कोलोसोव द्वारा प्राप्त किए गए थे यह उनके डॉक्टरल शोध प्रबंध का हिस्सा था आप जानते हैं आप सोच सकते हैं उन दिनों डॉक्टरेट थीसिस बहुत सरल थी एसा नही है उस समय इस तरह के विचार पर पहुंचना और उसे स्थापित करना काफी कठिन था वास्तव में उन्होंने जो भी समीकरण प्रस्तावित किए उस पर लोगो ने कई सवाल उठाये एक बहस के बाद ही इन समीकरणों को निश्चित मात्रा में गणितीय कठिनता के साथ प्राप्त जाता है और मेरे पास प्लेन स्ट्रेस के लिए ये एक्सप्रेशन हैं प्लेन स्ट्रेन के लिए 1 से बदलें देखिए एयरी स्ट्रेस फंक्शन के मामले में हमने क्या किया एक बार एयरी स्ट्रेस फंक्शन निर्धारित हो जाने के बाद स्ट्रेस क्षेत्र को एयरी स्ट्रेस कार्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है हमारे पास σx∂σ2∂y2 और σy∂𝝫2∂x2 लेकिन हमने यह कभी नहीं लिखा कि डिस्प्लेसमेंट घटकों को स्ट्रेस फंक्शन के रूप में कैसे लिखा जाए यही अंतर है वास्तव में जब आप कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण को देखते हैं तो वे पहले केवल डिस्प्लेसमेंट के निर्धारण के संदर्भ में लाभ देते हैं फिर वे जाते हैं और 𝜳 और 𝛘 के संदर्भ में स्ट्रेस क्षेत्र लिखते हैं पहली मात्रा जो वे लिखते हैं वह है डिस्प्लेसमेंट एक बार जब आप किसी समस्या के लिए 𝜳 और 𝛘 निर्धारित कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस घटकों को भी लिख सकते हैं और आपके पास यह σxσy2𝜳′z2𝜳′z 4𝜳′z और मेरे पास σy σx2i𝝉xy2z𝜳″z𝛘 ″z फॉर्म्स ऑफ़ स्ट्रेस फंक्शन इन काम्प्लेक्स पोटेंशियल अब समस्या क्या हो गई है आपको दी गई समस्या के लिए 𝜳 और 𝛘 का पता लगाना है यदि 𝜳 और 𝛘 का निर्धारण किया जाता है तो समस्या के बारे में सब कुछ हल हो जाता है और हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन्स के संदर्भ में विशिष्ट स्ट्रेस फंक्शन्स को देखेंगे और हम आयताकार प्लेट को y दिशा में तीव्रता q के यूनिफार्म टेंसिल फाॅर्स के अधीन देखते हैं यह यूनि एक्सियल लोडिंग की तरह है आपके पास यह 𝜳q4 z और 𝛘q2 z है तो आपके पास यूनि एक्सियल लोडिंग के लिए 𝜳 और 𝛘 प्राइम है देखें कि क्या आप वास्तव में पोलीनोमिअल फंक्शन्स को देखते हैं मान लीजिए कि मेरे पास पोलीनोमिअल x2 जैसा ax2 है और यह क्या दर्शाता है जब आप x2 कहते हैं तो यह स्वचालित रूप से बाय हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करता है क्योंकि आपके पास∂4𝜱∂x4 इत्यादि है तो एक दूसरी डिग्री पोलीनोमिअल स्वचालित रूप से इसे संतुष्ट करेगा तो यदि आप इसे लेते हैं तो आपके पास σy है जैसा कि ∂2∂x2 के रूप में दिया गया है इसलिए यदि मेरे पास पोलीनोमिअल फंक्शन में यूनि एक्सियल स्ट्रेस क्षेत्र है तो आप इसे x2ax2 वर्ग या इस प्रकार के किसी फंक्शन के रूप में लिखेंगे उसी बात के लिए यदि आप कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटीज़ में देखना चाहते हैं तो आप साई और ची प्राइम को इस तरह परिभाषित करते हैं मान लीजिए कि मैं x दिशा में q के लिए स्ट्रेस फ़ंक्शन का पता लगाना चाहता हूं 𝜳 वही रहता है 𝛘′ q2z में बदल जाता है मान लीजिए मेरे पास बाय एक्सियल लोडिंग स्थिति है मैं इन दो स्ट्रेस फंक्शन्स को जोड़ सकता हूं तो अगर मेरे पास बाय एक्सियल लोडिंग है तो क्या होता है केवल 𝜳 मौजूद है 𝛘 गायब हो जाता है अब आप एक और समस्या लेते हैं जहां मेरे पास x और y दिशा में इंटेंसिटी q के यूनिफार्म शेयरिंग फोर्सेस के अधीन एक आयताकार प्लेट है और फ़ंक्शन 𝜳 और 𝛘 इस तरह दिए गए हैं 𝜳0 और 𝛘 iqz है देखें भले ही आप वापस जाते हैं और वेस्टरगार्ड समाधान के रूप में समाधान में हमें क्या मिला है इस पर एक पुन जांच करें जब आप वेस्टरगार्ड के सिंगुलर समाधान से फ्रिंज पैटर्न की तुलना प्रयोग के साथ करते हैं तो यह अच्छी तरह से मेल खाता है इसलिए यदि आप अनंत पर शीयरिंग स्ट्रेस को देखते हैं तो आपके पास केवल एक फंक्शन हो सकता है क्योंकि आपके पास 𝜳 z 0 है आपके पास केवल 𝛘 उपलब्ध है तो बाय एक्सियल लोडिंग के मामले में आपके पास केवल 𝜳 उपलब्ध है तो केवल अगर मेरे पास दोनों हैं 𝜳 और 𝛘 आपके पास किसी समस्या को मॉडलिंग करने में अधिक लचीलापन है आप उस पर एक नज़र डाल सकते हैं हम दो और मामलों को भी देखेंगे आपको पता है ये सभी सरल और प्रसिद्ध समस्याएं हैं मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूं कि प्यूयर बेन्डिंग में आयताकार बीम के लिए स्ट्रेस फंक्शन क्या है फ़ंक्शन 𝜳 और 𝛘′ इस तरह दिए गए हैं iM8Iz2 है जहां I मोमेंट ऑफ़ इनरशिया है 𝛘′iM8iz2 दोनों बराबर हैं यहाँ यह 𝜳 है यहाँ यह 𝛘′ है और एक अन्य समस्या है एक टेंशन स्ट्रिप में रेडियस a का छेद है आपके पास प्रासंगिक फंक्शन 𝜳 और 𝛘 है और 𝜳14σz12a2z के रूप में दिया जाता है और 𝛘 आपको ध्यान देना होगा अब तक हम केवल ची प्राइम को ही देख रहे हैं इस समस्या के लिए सीधे 𝛘दिया जाता है

देखें कि यहां क्या फोकस है विभिन्न समस्याओं के लिए आप विश्लेषणात्मक फ़ंक्शन 𝜳 और 𝛘 पहचान कर सकते हैं तो बॉटम लाइन यह है किसी भी एयरी स्ट्रेस फ़ंक्शन को दो विश्लेषणात्मक फ़ंक्शन के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यह सबसे सामान्य है वेस्टगार्ड स्ट्रेस फंक्शन में एक अतिरिक्त स्ट्रेस फंक्शन कैपिटल Y की शुरुआत करते हुए सैनफोर्ड ने इस तरह का तर्क दिया तो इसका मतलब है कि मेरे पास समस्या को परिभाषित करने में अधिक लचीलापन है क्योंकि हम x अक्ष पर केवल xy0 चाहते थे ऐसा हुआ कि समाधान प्रतिबंधात्मक था इसने को अधिकतम 0 भी बनाया जबकि वास्तविक प्रायोगिक स्थितियों में यह 0 नहीं है इसलिए हमें इसे कम कर देने की जरूरत है इसलिए मुझे स्ट्रेस क्षेत्र को परिभाषित करने में थोड़ा और लचीलेपन की आवश्यकता है कम्प्रेहैन्सिव एयरी स्ट्रेस फंक्शन फॉर मोड I तो अब हम क्रैक की समस्या पर वापस आएंगे इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों हम केवल एरी स्ट्रेस फंक्शन को देखेंगे जो Re z𝛘 के रूप में दिया गया है और हमने यह भी देखा है कि σxσy4𝜳′z और y x2i xy2z 𝛘 है इसका और विस्तार किया जा सकता है तुम्हें पता है यह एक बहुत ही सरल अंकगणित है मैं लिख सकता हूँ कि x y और xy के लिए एक्सप्रेशन क्या है यह बहुत ही आसान और सरल है एक प्रयास करें आपको एक प्रयास करने की आवश्यकता है क्योकि यह आपको कक्षा में ध्यान देने के लिए कहेगा और आपको आराम से नोट्स पढ़ने में भी मदद करेगा किसी भी मामले में मैं उन एक्सप्रेशंस को दिखाऊंगा जिन्हें आप सत्यापित कर सकते हैं तो मेरे पास यह x y और xy है xRe 2𝜳′ z𝜳″ 𝛘″ के रूप में दिया गया है xyImz 𝛘 काल्पनिक भाग के रूप में दिया गया है आप जानते हैं कि इस कक्षा में आप जिन एक्सप्रेशंस को देखने जा रहे हैं उनमें से कुछ बहुत लंबे हैं इसे लिखने के लिए धैर्य रखें ये सभी शोध पत्रों से निकाले गए हैं देखें कि एक बार एयरी स्ट्रेस फंक्शन दिया गया है मैं बस डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं और फिर σx σy 𝝉xy के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकता हूं लेकिन यहाँ जो प्रयास किया गया है वह कोलोसोव मुस्केलिशविली दृष्टिकोण से स्ट्रेस फंक्शन कैपिटल Y के अस्तित्व के लिए एक अप्रत्यक्ष औचित्य है इसलिए हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं अगर किसी ने स्ट्रेस फंक्शन दिया है तो हम कभी नहीं पूछते कि स्ट्रेस फंक्शन कैसे व्युत्पन्न हुआ यहां हम उस पहलू पर भी जा रहे हैं हम एक औचित्य खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि यह स्ट्रेस फंक्शन कैपिटल Y क्यों जोड़ा जाता है इसलिए हम कोलोसोव मुस्केलिशविली फॉर्मूलेशन के संदर्भ में यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप 𝜳 और 𝛘 के संदर्भ में कैपिटल Y को कैसे देख सकते हैं तो अब हमें शीयर स्ट्रेस को देखना होगा क्योंकि इसी ने इस प्रकार की चर्चा को जन्म दिया है अतः हम विस्तार से शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो xyxIm yRe Im 𝛘 और हम वास्तव में देख रहे हैं कि y0 पर क्या होता है समरूपता के अक्ष पर 𝝉xy0 के बराबर होना चाहिए इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं तो यह टर्म स्वतः हट जाता है और हम यह भी चाहते हैं कि यह 0 पर जाए इसलिए मुझे मिलता है xIm 𝜳″Im 𝛘″0 अब हम कैपिटल Yz𝛘 के रूप में परिभाषित करते हैं आप जानते हैं गणितीय बाजीगरी है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं तो नाराज मत होइए आप जानते हैं हम स्ट्रेस फ़ंक्शन Y के लिए एक अप्रत्यक्ष औचित्य चाहते हैं यही हम यहां कर रहे हैं तो स्थिति 𝝉xy0 से यह xIm 𝜳″Im 𝛘″0 होना चाहिए और हम इस तरह से कैपिटल Y को परिभाषित करते हैं और यह Y के काल्पनिक हिस्से के अलावा कुछ नहीं निकलेगा सैनफोर्ड का क्या योगदान थाऔर स्ट्रेस फंक्शन Y को उचित रूप से चुनकर वह आपको वेस्टरगार्ड इरविन के संशोधन के साथ साथ सामान्यीकृत समाधान से प्राप्त परिणाम दिखा सकता है किसी विशेष मामले में किसी भी सामान्य समाधान को पहले के सरलीकृत मामलों को समानयन करना चाहिए जिन्हें आपने देखा है तो वह पहलू भी कैपिटल Y को शुरू कर संतुष्ट था यही सफलता थी आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है क्योंकि आपको फ्रिंज को देखने का फायदा था वास्तव में सैनफोर्ड इरविन के साथ सहयोगी थे और उन्होंने फोटोइलास्टिक से संबंधित कई प्रयोग किए थे तो उनके सामने ये परिणाम थे तो उन परिणामों ने वास्तव में उन्हें इस तरह का प्रश्न पूछने और सोचने के लिए प्रेरित किया और उपाय भी खोजे तो अब आप 𝜳″ और Y के संदर्भ में 𝛘″ को प्रतिस्थापित कर सकते हैं समीकरणों को फिर से तैयार किया गया है और समीकरण इस तरह दिखाई देते हैं σy σx2i𝝉xy2z z𝜳″Y तो एक बार जब आप इसे परिभाषित कर लेते हैं तो हम σx σy और 𝝉xy को स्ट्रेस फंक्शन 𝜳 और Y के संदर्भ में पता लगा सकते हैं इसलिए मैं इसे लिख सकता था और इसे सरल किया जाता है और अंतिम परिणाम दिया जाता है तो आपके पास σx σy 𝝉xy है जो σx2Re𝜳′ 2yIm𝜳″ ReY x टर्म और y टर्म के बीच एक बहुत छोटा परिवर्तन है आपके पास दूसरे टर्म में से में केवल साइन परिवर्तन होता है इसी तरह तीसरे टर्म में से तक और आपके पास 𝝉xy 2Re𝜳″ImY यदि आप वापस जा सकते हैं और देख सकते हैं कि 𝝉xy के लिए वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन क्या था तो इसमें केवल एक टर्म होगा जिसमें कैपिटल Z शामिल होगा इसलिए मुझे 𝜳 और कैपिटल Z के बीच की पहचान इस तरह से मिल सकती है आपके पास केवल यह टर्म 2yRe𝜳″ उपलब्ध था यह एक अतिरिक्त टर्म है Y का काल्पनिक भाग एक अतिरिक्त पद है तो एक्सिस ऑफ़ सीमेट्री पर शियर स्ट्रेस 0 है ऊपर की तरह Y को परिभाषित करने से स्थिति समानयन करना है क्योंकि आपके पास जो पहला टर्म है वह फ़ंक्शन के आने का y गुना है तो जब y 0 होता है तो वह टर्म स्वतः 0 हो जाता है इसलिए क्रैक एक्सिस के साथ शियर स्ट्रेस 0 होने के कारण Im Y0 समानयन हो जाता है देखें कि क्या आप वास्तव में उस तरीके को याद करते हैं जिससे हम मोड I की स्थिति को देखते हुए सीमा शर्तों को पूरा करते हैं हमने देखा कि सीमा स्थितियों के पहले सेट के लिए क्या होता है क्रैक फेसेस पर क्या होता है और सीमा शर्तों का दूसरा सेट अनंत पर क्या होता है लेकिन तीसरी शर्त हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि क्रैक अक्ष पर शियर स्ट्रेस 0 हो हमारे पास यह देखने का कोई विकल्प नहीं था कि सीमा की स्थिति कैसे व्यवहार करती है यह स्वतः ही संतोषजनक था हमें जरा भी कठिनाई नहीं हुई जाहिर तौर पर हमें लगा कि हमें कोई कठिनाई नहीं है लेकिन जब आपने परिणाम की तुलना प्रयोगों से की तो पाया कि उसमें किसी चीज की कमी थी तो अब हम जो देखेंगे वह यह है कि स्थिति को Im Yz0 के रूप में संशोधित किया गया है इसलिए हम जिस तरह से कैपिटल Y लेते हैं उसे बदलकर हमारा नियंत्रण इस बात पर होगा कि यह स्थिति समस्या को कैसे नियंत्रित करने वाली है मान लीजिए कि मैं Y0 के बराबर लेता हूं जो कि वेस्टरगार्ड के समान ही है Y जैसा कोई फंक्शन मौजूद नहीं है तो मुझे वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन मिलते हैं स्ट्रेस क्षेत्र की एक्सप्रेशन वही होगी जो आप वेस्टरगार्ड समाधान में देखते हैं और आपको 2𝜳′Z तब मुझे पारंपरिक वेस्टरगार्ड समाधान मिलता है आपको x y xy दिया गया है और आपका xy yReZ′ और यह सरल है आप जानते हैं आप y 0 के रूप में सेट कर रहे हैं और आप इरविन का संशोधन कैसे प्राप्त करते हैं हम अंत में ImY 0 हैं कोई भी Y को वास्तविक स्थिरांक के रूप में सेट कर सकता है जब आप Y को वास्तविक स्थिरांक के रूप में कहते हैं तो इसका काल्पनिक भाग 0 होता है तो आपको जो देखना होगा वह यह है कि xy0 की स्थिति अभी भी Y को उचित रूप से लेने से संतोषजनक है इस तरह की विलासिता हमारे पास नहीं थी जब आपके पास केवल एक स्ट्रेस फंक्शन था तो हमें समाधान मिल रहा था हमने इसे जारी रखा क्योंकि वेस्टरगार्ड ने अपने पेपर में उन्होंने कई तरह की समस्याओं को भी हल किया था जिसके लिए y 0 xy0था इसलिए लोगों ने कभी गौर से नहीं देखा कि क्रैक की समस्या के मामले में किस तरह की मुश्किलें आती हैं जब लोगों ने प्रयोग के साथ परिणाम की तुलना की तो उन्हें लगा कि कुछ और करने की जरूरत है तो सबसे पहले संशोधनों में से एक इरविन द्वारा किया गया था तो अगर मुझे इरविन का समाधान प्राप्त करना है तो आप कैपिटल YA के बराबर लेते हैं और 2𝜳′Z A के बराबर सेट करते हैं फिर इस तरह से x y xy मिलता है तो मुझे ReZ yImZ′ 2A मिलता है यह आपके अतिरिक्त स्ट्रेस टर्म σ0xकी व्याख्या करेगा और x और xy वे बहुत कुछ वैसा ही हैं जैसा आपने कन्वेंशनल वेस्टरगार्ड समाधान में प्राप्त किया था जेनेरलाइज़्ड वेस्टर्गार्ड इकवेशन अब मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मेरे पास Y उपस्थित होने वाला है लेकिन हम केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि Im Y 0 के बराबर हो इसी पर हम जोर देने जा रहे हैं तो अगर मैं ऐसा करता हूं और अगर मैं 2𝜳′Z Y लेता हूं तो मुझे सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरण मिलते हैं मेरे पास x y xy है इसे xReZ yImZ′ yImY2rReY तो यह वेस्टर्गार्ड समाधान की तुलना में एक अतिरिक्त टर्म है और अंत में आपको xy yReZ मिलता है फिर आपके पास दो अतिरिक्त टर्म्स y ReY' ImY होता है तुम्हें पता है हम एक घुमावदार रास्ते से गुजर चुके हैं हमने कोलोसोव मुस्केलिशविली फॉर्मूलेशन को देखा हमने सबसे सामान्य मामले में एक औचित्य प्रदान किया एक एयरी स्ट्रेस फंक्शन को दो विश्लेषणात्मक फंक्शन्स के रूप में दर्शाया जाता है उस तर्क से वेस्टरगार्ड समस्या के लिए एयरी स्ट्रेस फंक्शन में भी दो स्ट्रेस फंक्शन होने चाहिए तो आपके पास कैंडिडेट्स के रूप में कैपिटल Z और कैपिटल Y हो सकती है हमने अभी तक यह नहीं देखा है कि कैपिटल Z और कैपिटल Y का रूप क्या है मुझे यह एक्सप्रेशन सीधे एयरी स्ट्रेस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से भी मिल सकती है मुझे जो भी परिणाम मिला है वह एयरी स्ट्रेस फंक्शन के इस एक्सप्रेशन से भी मिल सकता है अतः इस वर्ग में हमने देखा कि मोड III के मामले में स्ट्रेस और डिसप्लेमेंट क्षेत्र क्या है मैंने फिर से जोर दिया कि ये क्रैक टिप के बहुत करीब मान्य हैं फिर हम मौलिक प्रश्न को उठाने के लिए आगे बढ़े एक फोटोइलास्टिक प्रयोग में देखे जाने वाले फ्रिंज पैटर्न दिखाते है कि अधिकतम शियर स्ट्रेस क्रैक एक्सिस के साथ बदलता रहता है जबकि कन्वेंशनल वेस्टरगार्ड और संशोधित वेस्टरगार्ड इस घटना को पकड़ नहीं पाते हैं इस घटना को पकड़ने के लिए सैनफोर्ड आगे आए और एक अतिरिक्त स्ट्रेस फंक्शन Y पेश किया और Z और Y के संदर्भ में आपको जो भी स्ट्रेस क्षेत्र मिलता है उन्होंने इसे सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरण कहा सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरणों से फ़ंक्शन Y को उचित रूप से चुनकर आप इरविन के संशोधन के साथ साथ मूल वेस्टरगार्ड समाधान प्राप्त कर सकते हैं